तो वापस स्वागत है इसलिए हम कम बिजली के डिजाइन के लिए विभिन्न तकनीकों पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं हमने कुछ तरीकों या तकनीकों को देखा है जिनका उपयोग गेट्स के स्तर पर या तथाकथित RTL स्तर के डिजाइन में किया जा सकता है हम कुछ आर्किटेक्चर और फिर उच्च स्तरीय तकनीकों को भी देख रहे हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं इसलिए हम मूल रूप से हमारी चर्चा जारी रखते हैं कि आप आखिरी दिन क्या बात कर रहे थे और कुछ अन्य तकनीकों को देखें जिन्हें हम डिजाइन में बिजली की खपत को कम करने के लिए नियोजित या उपयोग कर सकते हैं तो अन्य कम बिजली डिजाइन तकनीक इसलिए हम यहाँ कुछ आर्किटेक्चर स्तर के दृष्टिकोणों को देखते हैं आर्किटेक्चर स्तर के दृष्टिकोण को देखने का मतलब है कि हम विस्तार के स्तर पर नहीं देख रहे हैं जहां हमारे पास गेट और फ्लिप फ्लॉप हैं हम थोड़ा अलग स्तर पर देख रहे हैं रजिस्टर ट्रांसफर स्तर पर हो सकता है हमारे पास मल्टीप्लायर एडर multipliers adders हैं हमारे पास एक पाइपलाइन है हम वैश्विक स्तर पर सोच रहे हैं उस स्तर पर जो हम गेट्स के स्तर पर नहीं देख रहे हैं इसलिए कई ऐसे आर्किटेक्चर स्तर दृष्टिकोण जो विभिन्न लोगों द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं और कुछ तरीके जो हम इसके पीछे आवश्यक विचार बता रहे हैं रिड्यूस पावर करने के लिए इन विधियों का फिर से उपयोग किया जा सकता है उनमें से कुछ पैरेललिज्म पाइपलाइनिंग रिटिमिंग और कुछ का उपयोग करते हैं जिन्हें बस सेगमेंटेशन कहा जाता है अब आप देखेंगे कि इनमें से कई तकनीकों में उन्हें कुछ अतिरिक्त हार्डवेयर की आवश्यकता होती है तो आप एरिया के संदर्भ में या गेट्स या ट्रांजिस्टर की संख्या के संदर्भ में लागत में वृद्धि कर रहे हैं लेकिन यह आजकल काफी स्वीकार्य है जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है बिजली की कमी सर्वोपरि महत्व की बन गई है बिजली की कमी को कभी कभी प्राथमिक चीज माना जाता है उसके बाद ही प्रदर्शन और अन्य चीजों वा विशेषताएं आएंगी क्योंकि आप कहते हैं कि यदि आप अचानक बाजार जाते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति लैपटॉप बेच रहा है और कह रहा है कि यह चार्ज करने के बाद 15 घंटे की बैटरी बच सकती है तो आप बहुत प्रभावित होंगे तो अन्य सुविधाएँ आपके लिए गौण हो जाएंगी कम से कम कुछ समय के लिए हो सकती हैं तो आइए हम इन तरीकों को देखें ताकि वे क्या हों इसलिए पैरेललिज्म का उपयोग करते हुए देखें कि ये बहुत एडहॉक दृष्टिकोण हैं इसलिए हम विभिन्न सरल उदाहरणों की मदद से इस अवधारणा को स्पष्ट करते हैं आइए हम एक मल्टीप्लायर लेते हैं देखें विचार बहुत सरल है एक प्रोसेसर में मान लें कि मेरे पास मल्टीप्लायर है मल्टीप्लायर को स्पष्ट रूप से 2 संख्या गुणा करने के लिए माना जाता है और मुझे आवश्यक थ्रूपुट की कुछ आवश्यकता है या होना चाहिए जैसे मैं चाहता हूं कि कुछ निश्चित संख्या का मल्टीप्लिकेशन समय के भीतर किया जाए यही मेरी आवश्यकता है मान लीजिए कि मैं एक DSP प्रोसेसर का निर्माण कर रहा हूं जो कि कुछ सिग्नल्स पर कुछ ऑपरेशन की गणना करने के लिए माना जाता है जो वास्तविक समय में आ रहे हैं छवि कुछ प्रकार के सिग्नल्स का ऑडिट करती है तो मुझे पता है कि प्रति यूनिट समय या एक समय T के भीतर किए जाने वाले मल्टीप्लिकेशन कार्यों की संख्या क्या है इसलिए मुझे डिले का पता है तो अब मैं कई डिज़ाइन विकल्पों की पड़ताल कर सकता हूं जैसे मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक मल्टीप्लायर है जो काफी तेज है जो कि अपेक्षित थ्रूपुट को बनाए रख सकता है तो यह तेज मल्टीप्लायर कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ काम कर रहा है आइए हम f संदर्भ कहते हैं अब मैं कहता हूं कि अच्छी तरह से हमें कुछ ऐसा करने दें हमें मल्टीप्लायर को दोहराने दें अच्छी तरह से आप विचार को बढ़ाने के बारे में बहुत चिंतित नहीं हैं क्योंकि आजकल हम चिप पर अधिक हार्ड वेयर डाल सकते हैं जो आजकल बहुत आसान है तो आइए हम एक के बजाय 2 मल्टीप्लायरों का उपयोग करें और हम 2 मल्टीप्लायरों के बीच हमारे लोड को साझा करें और हम क्या कर रहे हैं हम आधे से फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं पहले हम डेल्टा समय में हर गुणा कर रहे थे अब इनमें से प्रत्येक मल्टीप्लिकेशन समय डेल्टा बाय 2 होगा लेकिन क्योंकि 2 मल्टीप्लायर कुल थ्रूपुट अभी भी डेल्टा होगा क्योंकि इस डेल्टा समय में आप 2 मल्टीप्लिकेशन परिष्करण कर रहे हैं लेकिन क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी को आधे से कम कर रहे हैं इसलिए पावर का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होगा तो समग्र बिजली अपव्यय नीचे जाएगा यह विचार है इसलिए हमने जो कुछ भी उल्लेख किया है वह यहां लिखा है मैंने इस आधे के बजाय एक f मल्टीप्लायर के बजाय एक फ्रीक्वेंसी f रेफ पर चलने का उल्लेख किया है हम 2 मल्टीप्लायर का उपयोग करते हैं ताकि वे दोहराए जा सकें और वे आधे क्लॉक की फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं तो समग्र रूप से थ्रूपुट स्वाभाविक रूप से एक ही रहता है और आउटपुट पक्ष मल्टीप्लैक्सर होगा जो 2 मल्टीप्लायरों से वैकल्पिक रूप से आउटपुट ले रहा होगा और फ्रीक्वेंसी f रेफ पर परिणाम उत्पन्न करेगा तो कुछ इस तरह से यह मेरा मूल डिजाइन था इसलिए जहां हमने 16 बाय 16 मल्टीप्लायर 2 संख्या A और B थे रजिस्टर में लोड कर रहे थे वे f रेफ की फ्रीक्वेंसी के साथ देखे गए थे तो परिणाम 1बाय f ref समय 1 में 1 प्रोडक्ट जनरेट किए गए थे लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं कि हम 2 मल्टीप्लायरों का उपयोग फिर से अलग करने वाले रजिस्टरों के साथ करते हैं और वे एक क्लॉक द्वारा क्लॉक किए जाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आधी है मान लीजिए कि उनमें से एक को हम क्लॉक के अग्रणी एज द्वारा लोड कर रहे हैं राइजिंग एज और दूसरे हम क्लॉक के फॉलिंग एज से सक्रिय कर रहे हैं इसलिए हम हर क्लॉक में 2 सेट डेटा की आपूर्ति कर रहे हैं तो उनमें से एक यहाँ फीड कर रहे थे दूसरे यहाँ फीड कर कर रहे थे क्योंकि ये 2 मल्टीप्लायर अब धीमे हैं डाटा f रेफ बाय 2 पर आ रहा है तो इनपुट डेटा ट्रांजिशन भी धीमी दर से हो रहा है इसलिए यहां ट्रांसिशन्स की संख्या भी धीमी होगी इसलिए प्रोडक्ट जैसे जनरेट हुए इसलिए फिर से आउटपुट साइड में आप लीडिंग एज का प्रोडक्ट ले रहे हैं एक फॉलिंग एज पर एक यहां से और एक यहां से इसलिए अंतिम आउटपुट के संबंध में सर्किट का थ्रूपुट समान रहता है लेकिन व्यक्तिगत मल्टीप्लायर के संबंध में ट्रांजिशन की संख्या कम है और औसत पर बिजली की खपत कम होगी इस दृष्टिकोण में यह मूल विचार है दूसरी अवधारणा में पाइपलाइनिंग शामिल है मुझे उन लोगों के लिए पाइपलाइनिंग की अवधारणा को याद करने या उनकी समीक्षा करने दें जो बुनियादी अवधारणाओं को भूल गए हैं इसलिए मैं इसके माध्यम से जाने से पहले पहले पाइपलाइनिंग की मूल अवधारणा को समझा रहा हूं मान लीजिए कि मेरे पास कुछ गणना है जो एक समय T है तो मेरे पास इनपुट डेटा का एक सेट है मैं उन्हें एक I1 I2 I3 द्वारा लागू करता हूं और मुझे आउटपुट O1 O2 O3 मिलते हैं इसलिए यदि इनपुट की संख्या n है तो कुल समय T से गुणा किया जाएगा अब पाइपलाइनिंग की अवधारणा कहती है कि मैं इस गणना T को कई भागों में विभाजित कर रहा हूं समय के लिए आइए मान लेते हैं कि वह समान समय लेते हैं मान लीजिए कि के चरणों की संख्या k है मैं T1 T2 T3 Tk में विभाजित करता हूं और निश्चित रूप से पाइपलाइनिंग के लिए बीच में इस तरह के कुछ पंजीकृत चरणों की आवश्यकता होगी इसलिए डेटा को एक छोर पर फीड किया जाएगा वे इस तरह से जाएंगे अब मूल विचार यह है कि जब यह इनपुट I1 आता है तो पहले I1 T1 में आएगा इसे निष्पादित किया जाएगा लेकिन कुछ समय बाद T1 समाप्त हो जाएगा तो यह I1 परिणाम T2 पर जाएगा अब T1 I2 से शुरू हो सकता है फिर अगला चरण I1 T3 पर जाएगा फिर I2 यहां आएगा और I3 यहां आएगा तो इस तरह हम ओवरलैप एग्जीक्यूशन प्राप्त कर सकते हैं इसलिए जब n बड़ा होता है तो हम एक गति प्राप्त कर सकते हैं जो कि लगभग चरणों की संख्या के बराबर k है इसलिए ओवरलैप एग्जीक्यूशन का उपयोग करके हम गति बढ़ा सकते हैं हम प्रति यूनिट समय में अधिक गणना कर सकते हैं लेकिन यहां हम बिजली की खपत के संबंध में बात कर रहे हैं आइए हम इस तरह के परिदृश्य की कल्पना करते हैं हमारे पास एक सर्किट ब्लॉक था जो हमारी समय सीमा को पूरा करने के लिए पर्याप्त था हम इसे तेज नहीं करना चाहते हैं अब मान लें कि हम इसे एक पाइपलाइन में 2 भागों में तोड़ते हैं या सामान्य रूप से k भागों में हम इसे एक पाइपलाइन में बनाते हैं इसलिए यदि हम इसे एक पाइपलाइन में बनाते हैं तो इसे तेजी से चलाया जा सकता है लेकिन हमें इसे तेजी से चलाने की आवश्यकता नहीं है तो अब आप क्या करते हैं हम एक पाइपलाइन बनाते हैं लेकिन आप पाइपलाइन को बहुत धीमी फ्रीक्वेंसी पर चलाते हैं जैसे कि मेरा सारा थ्रूपुट मूल के समान है लेकिन मेरी औसत बिजली की खपत बहुत कम हो जाती है यह मूल विचार है तो यहां आप कह रहे हैं कि हम पाइपलाइन चरणों को सरल बना रहे हैं जैसे आप एक संगणना को सरल उप संगणना में विभाजित करते हैं और इस चरण में से प्रत्येक हम या तो फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं या हम वोल्टेज बिजली की आपूर्ति वोल्टेज को कम कर सकते हैं तो बिजली की खपत को कम करने के लिए बिजली की आपूर्ति वोल्टेज में कमी भी बहुत महत्वपूर्ण तरीका है क्योंकि आपको याद है कि गतिशील शक्ति डायनामिक पावर वोल्टेज के इस वर्ग के समानुपाती होती है इसलिए अलग अलग पाइपलाइन चरणों से आप बिजली की आपूर्ति वोल्टेज को कम कर सकते हैं और इसे थोड़ा धीमा कर सकते हैं और निश्चित रूप से बिजली की खपत को काफी हद तक कम कर सकते हैं तो यह सिर्फ एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण है आप केवल समय के लिए आंकड़ों की अनदेखी करेंगे यह एक विशेष मामले के अध्ययन के लिए है इसलिए मूल वोल्टेज के संबंध में वोल्टेज 183 गुना कम हो गया था तो जब इसे 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो यह कुछ इस तरह था तो एक मल्टीप्लायर था हम मल्टीप्लायर को 2 भागों में विभाजित करते हैं पहला आधा और दूसरा आधा 2 चरण की पाइपलाइन में और हम क्या करते हैं हम एक ही फ्रीक्वेंसी पर पाइपलाइन चलाते हैं लेकिन वोल्टेज शुरू में यह Vref था अब यह V Ref बाय 183 तक बन गया है इसलिए यदि आप इस नई पाइपलाइन नई डिजाइन के लिए बिजली की खपत की गणना करते हैं तो बिजली की खपत मूल बिजली की खपत का लगभग 36 प्रतिशत थी क्योंकि यह वोल्टेज का वर्ग है वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है और आप इस वोल्टेज को कम कर रहे हैं यह आवश्यक विचार है इसलिए हम एक पाइप लाइन में एक छोटी उप संगणना में एक संगणना को विभाजित कर रहे हैं और हम समग्र बिजली की खपत को कम करके इन चरणों की बिजली आपूर्ति वोल्टेज को कम कर रहे हैं रिटिमिंग एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी लेकिन हमने पहले इस्तेमाल करने के लिए रिटिमिंग की हमने एक डिज़ाइन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के बारे में बात की थी लेकिन अब यहाँ हम पावर डिसीप्शन के प्रदर्शन में सुधार के लिए रिटिमिंग के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ हम एक पाइपलाइन डिजाइन के लिए और भी फ्लिप फ्लॉप के साथ गेट लेवल डिजाइन के लिए रेटिमिंग देख रहे हैं बस हम कुछ उदाहरण देखेंगे यहां देखें कि आप इस तरह से एक पाइपलाइन को देखते हैं 2 रजिस्टर हैं 6 नैनो सेकंड और 2 नैनो सेकंड की देरी के साथ कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं कुल 8 है और यहाँ यह 4 है इसलिए इस पाइपलाइन में क्लॉक की फ्रीक्वेंसी ऐसी होनी चाहिए कि टाइम पीरियड कम से कम 8 नैनो सेकंड हो प्लस निश्चित रूप से यह रजिस्टर डिले सेट अब और होल्ड टाइम भी सभी चीजें होंगी लेकिन यदि आप यहां दिखाए गए अनुसार C2 को यहां स्थानांतरित या स्थानांतरित कर सकते हैं तो अब आपकी पाइपलाइन 6 नैनो सेकंड और 6 नैनो सेकंड के साथ संतुलित हो जाती है अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यहां हमारा उद्देश्य पाइप लाइन का काम तेजी से करना नहीं है मान लीजिए कि मेरे पास पहले से ही इस तरह का डिजाइन था जो मेरी समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काफी अच्छा था अब आप कह रहे हैं कि हम इसे और अधिक कुशल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं लेकिन यह 8 नैनो सेकंड हमारे लिए काफी अच्छा है लेकिन अब हमारे पास एक परिदृश्य है जहां आप 6 नैनो सेकंड के साथ काम कर सकते हैं लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं मैं फिर से इस ब्लॉकों में अपनी बिजली की आपूर्ति में कमी कर सकता हूं ताकि मैं इन ब्लॉकों को थोड़ा धीमा कर दूं ताकि फिर से मैं 8 नैनो सेकंड के उस समय को प्राप्त कर सकूं यह मूल विचार है अपनी पाइपलाइन को अधिक कुशल बनाने के लिए जिसका मैं उपयोग करता हूं लेकिन मूल समय की आवश्यकता को बहाल करने या बनाए रखने के लिए जो मेरे लिए काफी अच्छा है मैं बिजली की आपूर्ति को कम करके ब्लॉक को धीमा करता हूं और अगर मैं इसे बनाता हूं तो मेरी शक्ति भी कम हो जाएगी यह विचार है इसलिए एक अन्य उदाहरण मैं एक गेट स्तर के डिजाइन के लिए दिखा रहा हूं तो मान लीजिए कि मेरे पास कुछ गेट्स की तरह एक गेट लेवल डिज़ाइन है जिसमें कुछ इनपुट फ्लिप फ्लॉप और आउटपुट फ्लिप फ्लॉप हैं तो इनके बीच में 4 गेट डिले हैं मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं ये 2 फ्लिप फ्लॉप हैं इसलिए फ्लिप फ्लॉप पर जाएं और इसे यहां रखें तो अब डिले एक समान 2 और 2 हो जाती है इसलिए शुरू में क्लॉक साइकिल 4 गेट डिले थी लेकिन अब क्लॉक साइकिल 2 गेट डिले है तो फिर से वही चीज अब क्लॉक को तेजी से बनाया जा सकता है लेकिन आपूर्ति वोल्टेज को कम करके इन सर्किटों को धीमा बनाया जा सकता है तो ऐसे कई साधन हैं जो आप कर सकते हैं क्योंकि आप जिस बिंदु पर ध्यान देते हैं वह यह है कि बिजली अपव्यय विशेष रूप से डायनामिक पावर डिसेप्शन वोल्टेज के वर्ग के लिए समानुपातिक है और यह फ्रीक्वेंसी के लिए समानुपातिक है इसलिए यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं लेकिन यदि आप वोल्टेज को कम करते हैं तो इस कमी का प्रभाव बहुत अधिक होगा क्योंकि यह उसी के वर्ग के अनुपात में है तो विचार यह है कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बिजली बढ़ने की उम्मीद होती है लेकिन उसी समय आप वोल्टेज को कम करते हैं घटते वोल्टेज से बिजली का अधिक प्रभाव होगा तो आपके सभी डायनामिक पावर डिसेप्शन में कमी आएगी यह मूल विचार है ठीक है और यहां अंतिम विधि जिसके बारे में हम बात करते हैं वह काफी दिलचस्प है यह बस के संबंध में है हम एक बस को सेगमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम देखते हैं कि बस क्या है कई डिजाइनों में विशेष रूप से एक प्रोसेसर की तरह जटिल डिजाइन जहां कई कार्यात्मक ब्लॉक होते हैंऔर वे आपस में संवाद करना चाहते हैं हम एक बस को परिभाषित करते हैं एक साझा साझा सेट लाइनें जिसके माध्यम से कई ब्लॉक आपस में संवाद कर सकते हैं अब एक सीपीयू में आप एक प्रोसेसर में जान सकते हैं वे रजिस्टरों और ALUs ALUs और मेमोरी के बीच 1 या कई ऐसी बसें हो सकती हैं और इसलिए बसे कई कार्यात्मक इकाइयों से जुड़ी होती हैं और वे संवाद कर सकते हैं अब इस दृष्टिकोण में कि हम क्या कह रहे हैं हम बसों को देख रहे हैं एक बस को देख और देखें कि क्या हम बस को सरल बसों के सेट में विभाजित या विभाजित कर सकते हैं यह मूल विचार है इसलिए यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो इसे बस सेगमेंटेशन कहा जाता है इसलिए यहां हम यथासंभव संसाधनों के बंटवारे से बचने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मैं इसे समझा रहा हूं इससे छोटे स्विच कैपेसिटेंस को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि फैन आउट में कमी के कारण मैं इसे एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा हम जो उदाहरण लेते हैं हम 2 विकल्प तलाशते हैं पहला विकल्प कहता है कि हमारे पास एक एकल साझा बस है एक एकल बस जो सभी मॉड्यूल से जुड़ी हुई है इसके परिणामस्वरूप एक बड़ी बस कैपेसिटेंस होगी क्योंकि प्रत्येक मॉड्यूल के लिए वे एक चालक और रिसीवर होंगे और क्योंकि एक ही बस है बस की लंबाई भी लंबी होगी जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैरासिटिक कैपेसिटेंस होगी एक दूसरा विकल्प कहता है कि आप इस बस को 2 छोटी बसों में विभाजित करते हैं तो बस कैपेसिटेंस कम हो जाएगी और 1 बस शेयर करने वाले ड्राइवरों और रिसीवर्स की संख्या भी कम होगी तो मैं इसे एक उदाहरण की मदद से समझाता हूं कि इस तरह से एक परिदृश्य लें पहला मामला जो आप देखते हैं कि एक बस है जो इस ठोस रेखा से संकेतित है 8 मॉड्यूल हैं जो बस को साझा कर रहे हैं ड्राइवर और रिसीवर हैं सभी मॉड्यूल के साथ सेंडिंग और रिसीविंग ड्राइवरों और बफ़र्स है मान लें कि जब यह विशेष मॉड्यूल इस मॉड्यूल को कुछ डेटा भेजना चाहता है तो यह ड्राइवर एक्टिवेट हो जाएगा और यह रिसीवर इनेबल हो जाएगा इसलिए इस बस को सभी मॉड्यूल द्वारा साझा किया जा रहा है अब स्वाभाविक रूप से बस की लंबाई काफी लंबी होगी क्योंकि इसे इन सभी 8 मॉड्यूल को जोड़ना है हालांकि मैंने इसे इस तरह दिखाया है एक वास्तविक लेआउट में उन्हें एक लंबे खंड में एक के बाद एक रखा जा सकता है ब्लॉक को वास्तविक लेआउट में एक के नीचे एक नहीं रखा जा सकता है और दूसरी बात यह है कि यदि आप किसी विशेष ब्लॉक को देखते हैं तो इस ड्राइवर इस ड्राइवर का आउटपुट कई बफ़र्स चला रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और खुद भी 8 तो फैन आउट 8 है और क्योंकि लंबे बसेस तक तो C बस के साथ पैरासिटिक कपसिटंस तो वैकल्पिक डिजाइन में हम क्या करते हैं हम कह रहे हैं कि इस बस को हम 2 बसों में विभाजित कर रहे हैं फर्स्ट बसेस केवल पहली 4 को जोड़ने के लिए और दूसरी बस इन 4 को जोड़ रही है बस जब भी आवश्यकता हो बस के बीच संचार करने के लिए एक इंटरफ़ेस है तो जाहिर है हम डेटा ट्रांसफर आवश्यकताओं को देखते हुए इस बस विभाजन को कर रहे होंगे इसलिए अधिकांश डेटा ट्रांसफर जो आप कर रहे हैं उन्हें एक बस में रखना चाहते हैं बसों के बीच डेटा ट्रांसफर की संख्या कम होगी जो कि विचार है अब यदि हम ऐसा करते हैं तो पहली बात यह है कि प्रत्येक बस का आकार या लंबाई कम होगी क्योंकि यह कम संख्या में मॉड्यूल को जोड़ रही होगी तो व्यक्तिगत परजीवी समाई सी बस की तुलना में बहुत कम होगी दूसरे अब प्रत्येक ड्राइवर पहले यह 8 लोड चला रहा था 8 का एक फैनआउट अब यह 4 प्लस का एक फैनआउट है और यह बस इंटरफ़ेस बहुत कम है तो पैरासिटिक कपसिटंस कम होगी C कम होगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह की सरल विभाजन करने से हम न केवल पैरासिटिक कपसिटंस को कम कर सकते हैं बल्कि लोड कपसिटंस को भी कम कर सकते हैं जिससे हम डायनामिक स्विचिंग पावर को काफी हद तक कम कर सकते हैं यह पावर को कम करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली और लोकप्रिय तकनीकों में से एक है अब हमने बिजली को कम करने के लिए कई आर्किटेक्चर स्तर की तकनीकों पर ध्यान दिया है हमारे अगले व्याख्यान में हम कुछ एल्गोरिथ्मिक तकनीक को देख रहे हैं एल्गोरिथ्मिक तकनीक का अर्थ है कि हमने अभी तक अपने सर्किट को डिजाइन नहीं किया है हमारे पास अभी तक एक आर्किटेक्चर नहीं है हम अभी तक डिजाइन नहीं कर पाए हैं इसलिए एक एल्गोरिथ्मिक स्तर या एक व्यवहार स्तर पर भी ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं कि अंतत पावर में कमी आएगी वे कुछ विचार हैं जिन्हें हम अपने अगले व्याख्यान में देख रहे हैं और समझा रहे हैं तो अब हम यहां खत्म करते हैं धन्यवाद